इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है और ये कक्षा 6 हैं इसलिए हम जल्दी याद करें कि हमने पिछली कक्षाओं में क्या किया है ठीक है अब तक हमने जो देखा है वह यह है कि आप सेंसर को सही तरीके से डिजाइन करने के लिए प्रोसेस फ्लो को कैसे जान सकते हैं चाहे वह ASUA 12 कुए के भीतर एक इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड है या यह एक गैस सेंसर हैसही है तो विचार यह था कि आपको यह जानने की जरूरत है कि आखिरकार MOSFET को बनाने की प्रक्रिया क्या है सही है इसलिए अब तक हमने जो देखा है वह यह है कि यदि आप एक सिलिकॉन वेफर लेते हैं पहला कदम ऑक्सीकरण था जो हम कर रहे थे इसलिए और हमने उदाहरण के लिए MOSFET डिजाइन के लिए विभिन्न चरणों में ऑक्सीकरण या आक्साइड के अनुप्रयोग को देखा है यह फील्ड ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है यह एक गेट ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को विकसित करने की तकनीकें क्या हैं हमने देखा है कि हमने जो देखा है वह LPCVD है हमने देखा है कि PECVD है LPCVD कुछ नहीं है लेकिन लो प्रेशर केमिकल वाष्प जमाव है PECVD और कुछ नहीं बल्कि प्लाज्मा वर्धित रासायनिक वाष्प जमाव है तो आइए आज हम देखते हैं कि भौतिक वाष्प जमाव क्या हैं और रासायनिक वाष्प जमाव क्या हैं हम गहराई में नहीं जा रहे हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनका उपयोग धातु को विकसित करने के लिए सेमी कंडक्टरको विकसित करने के लिए किया जाता है या धातु जमा सेमी कंडक्टर जमा इन्सुलेटर को जमा करने के लिए किया जाता है और हमें यह समझना होगा कि जब हम MOSFET बनाते हैं हमें सही तकनीक का उपयोग करना चाहिए क्योंकि अभी हम जो समझ रहे हैं वह प्रोसेस फ्लो है प्रोसेस फ्लो एक नुस्खा है तो आप किस तरह के नुस्खे की सिफारिश करेंगे तो कि वे इसका अनुसरण कर सकते हैं और वे आपकी पसंद आपकी धातुएँआपकी विशेषताओं के अनुसार आपको एक उपकरण दे सकते हैं सही यदि आप कुछ अलग अलग धातुओं को बदलकर या कुछ अलग अलग सामग्रियों को MOSFET में बेचकर एक शोध करना चाहते हैं तो आपको अपनी खुद की रेसिपी बतानी होगी और यह नुस्खा फाउंड्री में मौजूद नुस्खे से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए तो यह कैसे समझें हम किस तरह के नुस्खे का उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए हमें उपकरण को समझने की आवश्यकता है तो अभी जो हमने समझा वह यह है कि हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैसे विकसित कर सकते हैं अब देखते हैं कि हम धातु को कैसे जमा कर सकते हैं या हम सेमीकंडक्टर को कैसे जमा कर सकते हैं या हम इन्सुलेटर को कैसे जमा कर सकते हैंठीक तो अगर आपको याद है कि हमने जो देखा है वह इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोडहै सही है और उसमें हमने ऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन सब्सट्रेट का उपयोग किया है जिस पर हमारे पास एक धातु है जो इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड को सही बनाने के लिए फोटोलिथोग्राफी का उपयोग करके तैयार की गई थी तो आज इस धातु को कैसे जमा किया जाता है हम जानेंगे कि अन्य सेमीकंडक्टर कैसे जमा होते हैं तो आज की कक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण या एक तकनीक को समझने पर है जिसे भौतिक वाष्प जमाव कहा जाता है और एक अन्य तकनीक जो पीवीडी के समान ही महत्वपूर्ण है उसे रासायनिक वाष्प जमाव कहा जाता है हम इंटीग्रेटेड सर्किट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं अब अगर आपको यहाँ भौतिक नाम दिखाई देता है तो आपको रासायनिक नाम सही दिखाई देता है इसका मतलब है कि आप मटेरियल धातु से वाष्प सेमीकंडक्टर से वाष्प या इंसुलेटर से वाष्प का वाष्पीकरण करने के भौतिक तरीके का उपयोग कर रहे हैं लेकिन कुछ भौतिक तरीके का डिपोजिशन उपयोग कर रहे हैं यहाँ आप एक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग कर रहे हैं अपनी रुचि की सामग्री के विभिन्न वाष्प बनाने के लिए है ना तो आइए हम एक एक करके देखें कि भौतिक वाष्प जमाव क्या है और फिर हम रासायनिक वाष्प जमाव के लिए आगे बढ़ेंगे ठीक है इसलिए यदि आप पहली स्लाइड देखते हैं तो यह वही है जो हमने अब तक सीखा है कि अगर मैं एक इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड चाहता हूं सही एक SU 8 के भीतर क्या कदम हैं तो हमने यह भी देखा है कि कैसे हम गैस सेंसर को सही तरीके से गढ़ सकते हैं विचार यह था कि आप प्रक्रियाओं को समझते हैं इसलिए यदि आप इस विशेष उदाहरण को लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर पहला कदम है जो हमने किया है तो हम एक सिलिकॉन वेफर लेते हैंसही है और फिर हमने थर्मल ऑक्सीकरण का उपयोग करके ऑक्साइड विकसित किया है और यह गीला ऑक्सीकरण तकनीक या सूखी ऑक्सीकरण तकनीक का उपयोग करके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया गया था है ना अब तक यह हमने देखा है अब हमें जो देखना है वह यह है कि अगर मैं जमा करना चाहता हूं या इस ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन सब्सट्रेट पर कोई धातु या सेमीकंडक्टर जमा करना चाहता हूं तो यह वही है जो आपका ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन सब्सट्रेट है तो अब यह ऑक्सीकृत सिलिकॉन सब्सट्रेट है इस ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन सब्सट्रेट पर अगर मैं धातु या सेमीकंडक्टर जमा करना चाहता हूं या मैं इन्सुलेटर जमा करना चाहता हूं या क्योंकि यह आपकी इन्सुलेट सामग्री है है ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन्सुलेटर है यह आपका सेमीकंडक्टर है यह आपका इन्सुलेटर है है ना इसलिए अगर मैं इस विशेष परत को जमा करना चाहता हूं जो एक धातु हो सकती है जो एक सेमीकंडक्टर हो सकती है जो एक इन्सुलेटर हो सकती है क्या क्या तकनीके है जो आज के व्याख्यान के लिए हमारी रुचि है ठीक है इसलिए जैसे कि हम पहली स्लाइड में देखते हैं कि 2 तकनीकें हैं एक भौतिक वाष्प जमाव है और दूसरी एक रासायनिक वाष्प जमाव है है ना भौतिक वाष्प जमाव और रासायनिक वाष्प जमाव तो आइए देखें कि पहले भौतिक वाष्प जमाव क्या है आइए हम देखें कि भौतिक शरीर गति क्या है इसलिए भौतिक वाष्प जमाव एक तकनीक है जिसमें भौतिक विधियां उन परमाणुओं का उत्पादन करती हैं जो सब्सट्रेट पर जमा होते हैं इसका मतलब है हमें भौतिक रूप से परमाणुओं को सही ढंग से अलग करना होगा या सामग्री को वाष्पीकृत करना होगा इसलिए हम सब्सट्रेट पर अपनी रुचि की इस सामग्री को जमा कर सकते हैं सब्सट्रेट सिलिकॉन हो सकता है सब्सट्रेट ग्लास हो सकता है सब्सट्रेट प्लास्टिक हो सकता है सब्सट्रेट कोई अन्य सामग्री हो सकती है जिस पर हम विकसित करना चाहते हैं या हम अपने डिवाइस को गढ़ना चाहते हैंठीक है तो ये तकनीकें क्या हैं पहले वाष्पीकरण कहा जाता है वाष्पीकरण बहुत आसान सही तो वाष्पीकरण क्या हैसही आपके अनुसार ऑपरेशन क्या है वाष्पीकरण क्या है तो आइए एक उदाहरण देखें तो वाष्पीकरण एक सामग्री को बदलने के समान है यह वाष्पीकृत रूप है और अंत में वाष्पीकरण करता है इसलिए अगर मैं किसी धातु को गर्म करता रहूं तो हम कहें कि एल्यूमीनियम का एक उदाहरण लें अगर मैं एल्युमीनियम को कुछ तापमान पर गरम करता रहूं सही एल्यूमीनियम के मेल्टिंग प्वाइंटसे अधिक क्या होगा एल्यूमीनियम पहले पिघल जाएगा यह पिघलना शुरू हो जाएगा और अगर मैं अभी भी तापमान बढ़ाता हूं अगर मैं अभी भी तापमान बढ़ाता रहा तो क्या होगा एल्यूमीनियम का वाष्पीकरण होने लगेगा इसलिए वाष्पीकरण में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम उसके मेल्टिंग पॉइंट से परे सामग्री को गर्म कर सकते हैं तो यह वाष्पीकृत हो जाता है या यह वाष्पित हो जाता है और सब्सट्रेट पर जमा हो जाता है स्पटरिंग सब्सट्रेट पर परमाणुओं को जमा करने का एक और तरीका है यह एक अधिक यांत्रिक तरीका है हम देखेंगे कि वास्तव में स्पटरिंग क्या करता है और सिस्टम कैसा दिखता है हमारी समझ यह है कि हम वास्तव में इन चीजों के पीछे भौतिकी को नहीं देख रहे हैं सही है क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम की गुंजाइश नहीं है इसलिए हम समझते हैं कि ये ऐसी तकनीकें हैं जिनका उपयोग हम प्रक्रिया में कर सकते हैं ठीक है अब इस भौतिक शरीर की स्थिति को कभी कभी वैक्यूम डिपोजिशन कहा जाता है आप वैक्यूम डिपोजिशन देखते हैं क्योंकि प्रक्रिया आमतौर पर खाली जगह में एक खाली कक्ष में की जाती है इसका मतलब है चैम्बर जिसमें वैक्यूम है सही है तो खाली करने या वैक्यूम बनाने का क्या फायदा है इसको करने से क्या फायदा है सबसे पहले कॉन्टेमिनेशन को कम करने के लिए सही है दूसरा वहाँ एक अवधारणा है जिसे मीन फ्री पाथ कहा जाता है देखें कि मीन फ्री पाथ क्या है इसके पहले परमाणुओं के बीच टकराव की संख्या ज्ञात कीजिए ठीक तो फिर अगर मुझे लगता है कि यह एक सब्सट्रेट है अगर मैं धातु को वाष्पित करता हूं तो यह परमाणु वाष्पित हो जाएगा और लंबाई जिससे पहले कि यह परमाणु किसी अन्य परमाणु से टकराएगा यह परमाणु x किसी अन्य परमाणु के साथ टकरा जाएगा सही इस लंबाई इस पथ को मीन फ्री पाथ कहा जाता है मीन फ्री पाथ जितना संभव हो उतना बड़ा होना चाहिए जितना संभव हो उतना बड़ा तो 2 चीजें जो हमें समझ में आईं वह यह है कि हमें मीन फ्री पाथ को बढ़ाना होगा दूसरा हमें कॉन्टेमिनेशन को कम करना होगा ऐसा करने के लिए हमें एक निर्वात बनाना होगा हमें एक निर्वा बनाना होगा ठीक है तो स्पटरिंग या वाष्पीकरण या सामान्य थर्मल भौतिक वाष्प जमाव आमतौर पर वैक्यूम में किया जाता है अब ज्यादातर समय भौतिक वाष्प जमाव का उपयोग किया जाता है या इस तकनीक का उपयोग धातुओं के लिए किया जाता है हालाँकि कुछ विशेष उपकरणों का उपयोग करके डाइलेक्ट्रिक्स और कुछ सेमी कंडक्टरो को जमा किया जा सकता है हम देखेंगे कि भौतिक मूल्यांकन का उपयोग करके आप कैसे डाइलेक्ट्रिक्स या सेमी कंडक्टरो को जमा कर सकते हैं तो यह बात अब आसान है आइए आगे देखते हैं यह परमाणुओं को वाष्पित करने के लिए क्रूसिबल या नाव को आपूर्ति की गई थर्मल ऊर्जा पर निर्भर करता है परमाणुओं को वाष्पित करने के लिए इसका क्या मतलब है तो मान लीजिए कि मेरे पास यह क्रूसिबल या नाव है मैं इस नाव को कॉल करता हूं क्यों मैं इस नाव को बुलाता हूं क्योंकि यह उस सामग्री को वहन करती है जिसे आप वाष्पित करना चाहते हैं ठीक है तो यह वह धातु है हम धातु कहते है जिसे हम वाष्पित करना चाहते हैं अब मैं इस धातु को कैसे वाष्पित कर सकता हूं क्योंकि धातु ठोस है सही धातु ठोस है तो मैं कैसे इस धातु को वाष्पित कर सकता हूं और सब्सट्रेट पर जमा हो सकता है जो सब्सट्रेट धारक पर इस धातु के शीर्ष पर है इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि सब्सट्रेट धारक क्या हैं मैं इसे आपको दिखाऊंगा सब्सट्रेट धारक एक उपकरण या एक उपकरण है जो सब्सट्रेट को पकड़ सकता हैसही है अभी मुझे इस धातु को सही से वाष्पित करना है और इन पर जमा करना है सही है तो मैं कैसे कर सकता हूं यह मैं बहुत उच्च शक्ति लगाकर कर सकता हूं मैंने शक्ति कहा क्योंकि इस का प्रतिरोध बेहद छोटा है इसलिए अगर मैं वोल्टेजलगाता हूं तो उच्च धारा प्रवाहित होगी क्योंकि प्रतिरोध कम है और यह उच्च शक्ति का उत्पादन है पावर कुछ भी नहीं है लेकिन I2R हैसही P VI के बराबर है सही VIR के बराबर है इसलिए PIRI जो कुछ भी नहीं है लेकिन I2R के बराबर है तो इस जूल हीटिंग की वजह से नाव बहुत अधिक तापमान तक गर्म हो जाएगी अब अगर मैं इस नाव को अत्यधिक उच्च तापमान पर गर्म करता हूं सही तो हम कहते हैं कि मैं इस तापमान को Y और मेरे धातु के लिए तापमान कहता हूंसही मेरी धातु के लिए तापमान मुझे कहना है कि TM यह TY सही है तो अगर यह तापमान जो नाव का तापमान है धातु के तापमान से अधिक है तो क्या होगा धातु पिघलने लगेगी और यह पिघलना इस मामले का कारण होगा अगर मैं नाव के इस तापमान को बढ़ाता रहा तो धातु वाष्पीकृत होने लगेगी जब यह वाष्पित होने लगेगा तो यह सबस्ट्रेट्स पर जमा हो जाएगा यही कारण है कि हम यहां कहते हैं कि जब आपको भौतिक वाष्प जमाव का उपयोग करना होता है तो परमाणुओं को वाष्पित करने के लिए आपको क्रूसिबल या नाव को आपूर्ति की जाने वाली थर्मल ऊर्जा पर निर्भर रहना पड़ता है आइए देखें कि अगला वाक्य वाष्पीकृत परमाणु है जो सोर्स और सैंपल के बीच खाली स्थान के माध्यम से यात्रा करता है और सैंपल पर चिपक जाता है है ना देखें कि क्या मेरे पास यह धातु सामग्री है और ये मेरे सबस्ट्रेट्स है सही हैं फिर यह क्या कहता है कि सब कुछ एक कक्ष में रखा गया है जिसे खाली किया गया है सही है तो क्या मैंने कहा कि परमाणु वाष्पित हो गए हैं सोर्सऔर सैंपल के बीच खाली स्थान वैक्यूम का माध्यम है यह हमारा सैंपल है यह हमारा सोर्स है सबस्ट्रेट यह एक चीज है तो परमाणु इस विशेष खाली स्थान से होकर गुजर रहे हैं ये परमाणु हैं ठीक है और यह सोर्स और सब्सट्रेट के बीच यात्रा कर रहे हैं अब सतह प्रतिक्रियाएं आमतौर पर बहुत तेजी से होती हैं और चिपके रहने के बाद सतह परमाणुओं के पुनर्व्यवस्था के लिए बहुत कम समय होता है आप देखते हैं कि जब आप मेल्टिंग प्वाइंट तक पहुंचने के बाद अचानक डिपोजिशन करते हैं और जब हम मेल्टिंग प्वाइंट से अधिक बढ़ जाते हैं तो यह अचानक सब्सट्रेट पर बहुत तेजी से जमा करना शुरू कर देगा सब्सट्रेट पर बहुत तेजी से इस तरह सब्सट्रेट पर बहुत तेजी से जमा होता है अब यह हर जगह जमा होगा यह हर जगह जमा होगा लेकिन यह सब्सट्रेट पर भी जमा करेगा क्योंकि सब्सट्रेट सब्सट्रेट धारक पर लोड किए जाते हैं ये हमारे सब्सट्रेट 1 2 3 4 हैं 4 सब्सट्रेट हैं इसलिए जब यह तेजी से जमा हो रहा है तो हमारे पास परमाणुओं के पुनर्व्यवस्थापन के लिए बहुत कम समय है इसलिए परमाणुओं की व्यवस्था की आवश्यकता है क्योंकि यदि आप एक पॉलीक्रिस्टलाइन फिल्म जमा करना चाहते हैं तो परमाणुओं का पुनर्व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है लेकिन पीवीडी के मामले में आपको अधिकतर समय फिल्ममिलेगी जो पॉलीक्रिस्टलाइन नहीं है अब पॉलीक्रिस्टलाइन बनाने के तरीके हैं लेकिन अभी हमें कोई दिलचस्पी नहीं है हम जिस चीज में रुचि रखते हैं उसे समझने के लिए पीवीडी को समझना चाहिए ताकि हम उसका उपयोग कर सकें या हम अपने MOSFET में कई बिंदुओं पर इसका उपयोग कर सकते हैं जो कि 1 बार 100 बार 1000 बार है मैं एक ही बात बोल रहा हूं जो कि MOSFET MOSFET MOSFET क्यों है क्योंकि हमें एक MOSFET बनाने के लिए प्रोसेस फ्लो को समझना होगा ठीक है इसलिए हमारे MOSFET की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें भौतिक वाष्प जमाव को समझना होगा हमें रासायनिक वाष्प जमाव को समझना होगा हमें ऊष्मीय ऑक्सीकरण को समझना होगा हमें फोटोलिथोग्राफी को ठीक से समझना होगा तब तुम ठीक समझोगे सतह की प्रतिक्रिया आमतौर पर बहुत तेजी से होती है चिपकने के बाद परमाणुओं के पुनर्व्यवस्था का बहुत कम समय होता है सतह की मोटाई एकरूपता सतह टोपोग्राफी द्वारा छायांकन और स्टेप कवरेज समस्याएं हैंसही है 3 चीजें मोटाई एकरूपता सब्सट्रेटमें एकरूपता होनी चाहिए सही है क्योंकि यह यहाँ आधी सबस्ट्रेट है और यहाँ आधी सब्सट्रेट की तरह नहीं होना चाहिए तो क्या यह मान लिया जाए कि मैं 100 नैनोमीटर की फिल्म जमा करना चाहता हूं है ना मेरे यहां 95 नैनोमीटर हैं मेरे पास यहां 100 नैनोमीटर हैं मुझे हर जगह एक समान डिपोजिशन देने की जरूरत है तो एक यह है कि एकरूपता एक समान नहीं है दूसरा सतह टोपोग्राफी द्वारा एक छायांकन है हम देखेंगे कि शैडोइंग इफ़ेक्ट क्या है और आखिर में स्टेप कवरेज़ मुद्दा हैं स्टेप कवरेज मुद्दे का मतलब है अगर मेरे पास वह कदम है जिस पर मैं सामग्री को वाष्पित करना चाहता हूं और आप देखेंगे कि केवल इस क्षेत्र में सामग्री जमा होगी तो यह क्षेत्र जमा नहीं हो सकता है यह क्षेत्र जमा नहीं हो सकता केवल यह क्षेत्र उस छाया के कारण जमा हो जाता है जो कि उस चरण के कारण है जो एक छाया भी है क्योंकि जो सामग्री जमा है वह स्रोत की तरफ से छाया है और सब्सट्रेट की तरफ से एक छाया है और यह स्टेप कवरेज को ठीक से कवर नहीं करने में समस्या पैदा करेगा स्टेप कवरेज एक ऐसा मुद्दा है जिसका हम इस विशेष व्याख्यान के अंत में एक उदाहरण देखेंगे और फिर आप देखेंगे कि एक स्टेप कवरेज क्या है इसलिए यदि मैं अगली स्लाइड पर जाता हूं कि मैं यहां क्या देख रहा हूं तो सबसे पहले मैं एक थर्मल ऑक्सीकरण देखता हूं तो मैं थर्मल ऑक्सीकरण पर क्या देखता हूं अगर मैं स्क्रीन पर स्क्रीन के बाईं ओर देखता हूं क्या दिखाता है यह दिखाता है कि एक पंप है जो क्या वहाँ वैक्यूम बनाने के लिए बनाया गया है है ना क्योंकि अगर मैं इस वाल्व को खोलता हूं तो मेरा पंप चैम्बर से जुड़ा है और इसका मतलब है चैंबर में जो भी हवा है वह इस पंप की मदद से खाली हो जाएगी और मैं चैम्बर के अंदर एक वैक्यूम बना पाऊंगा है ना अब आप देखेंगे कि लोडिंग के लिए एक लोडिंग पोर्ट है मैं यह स्पष्ट रूप से लिखता हूं की लोडिंग पोर्ट सब्सट्रेट लोडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है ये सब्सट्रेट 1 2 और 3 हैं ये 3 सब्सट्रेट हैं और ये सब्सट्रेट धारक से जुड़े हुए हैं अब हम देखते हैं कि एक नाव है यह प्रतिनिधि चित्र है एक नाव है जिसे हमने उच्च तापमान पर गर्म किया है और यही कारण है कि धातु इन 3 सबस्ट्रेट्स पर जमा हो रही है अब एक और सवाल यह है कि वेंट वाल्व क्यों है वेंट के लिए वाल्व क्यों है इसलिए कि जब हम स्थिति के बाद चाहते हैं यदि मैं वेफर्स को अनलोड करना चाहता हूं तो सब्सट्रेट को अनलोड करना होगा तो मुझे इस वाल्व को खोलना था तो निर्वात टूट गया है और बाहर से हवा निर्वात में प्रवेश कर सकती है क्या कक्ष में प्रवेश कर सकता है है ना चैम्बर में प्रवेश कर सकते हैं तो यह है कि थर्मल ऑक्सीकरण कैसे काम करता है फिर से मैंने आपको बताया कि हमें भौतिकी को समझने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि हम इसके पीछे भौतिकी को समझने के लिए उद्योग नहीं हैं क्योंकि यह विचार नहीं है कि यह कहा जाता है कि यह धातु को जमा करने के लिए कैसे किया जाता है और आप देखेंगे कि क्या फायदा नुकसान है बस इतना ही अब यह वास्तव में कैसा दिखता है यह थर्मल ऑक्सीकरण प्रणाली है तो यहाँ यह देखने के लिए हैसही है क्योंकि हमें यह देखना है कि यह पिघल रहा है या नहीं फिर एक देखने का बिंदु है यह चैम्बर है यह नाव की शक्ति है इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक चैम्बर है और अगर मेरे पास 2 नावें हैं मेरे पास 2 नावें हैं जो पहले हिट करने के लिए लाईं गई क्योंकि आप देखते हैं कि हमने देखा है कि हमने क्रोम गोल्ड जमा किया है याद रखें कि क्रोम का उपयोग गोल्ड के जमाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है तो उस स्थिति में मुझे एक नाव में क्रोम एक नाव में गोल्ड को लगाना पड़ता था तो मैं केवल बिजली लागू कर सकता हूं मैं इस नाव में से किसी एक को एक समय में बिजली लागू कर सकता हूं है ना मैं या तो क्रोम के लिए शक्ति लागू कर सकता हूं या मैं गोल्ड पर बिजली लागू कर सकता हूं इसलिए मेरे पास किसी प्रकार का स्विच होना चाहिएजो कनेक्ट करेगा जो मेरी शक्ति मेरी शक्ति को या तो गोल्ड से या मेरी शक्ति को क्रोम से सही इस मामले में मेरे पास 2 हैं मेरे पास 2 नावें क्रोम और गोल्ड या 2 स्रोत हैं क्रोम और गोल्ड मैं क्या कर सकता हूं मुझे पावर को क्रोम से या फिर गोल्ड से जोड़ना है इसी तरह से पावर के लिए सोर्स को जोड़ने वाला कनेक्टिंग पोर्ट है यह पावर है यहाँ यह पावर है आप देख सकते हैं कि नाव कितना एंपियर लेती है यह आपकी परिवर्तनशील आपूर्ति है आप वोल्टेज को बदल सकते हैं और आप करंट में वृद्धि देखेंगे और करंट में इसी परिवर्तन से नाव इस कक्ष में गर्म हो जाएगी और नाव कक्ष के भीतर शीर्ष पर यहां खड़ी हो जाएगी आपके सबस्ट्रेट्सको होल्ड करने का प्रावधान है एक बार यह हो जाने के बाद आप इस विशेष कक्ष को खोल सकते हैं आप वेंट वाल्व को खोलकर इस विशेष कक्ष को खोल सकते हैं तो यह है कि यह वास्तव में कैसा दिखता है यह हैंडल है जिसे आप देखते हैं यह एक चैम्बर को खोलने के लिए हैंडल है ठीक है तो यह आपका भौतिक वाष्प जमाव है क्यों थर्मल बाष्पीकरण क्योंकि हम थर्मल ऊर्जा द्वारा सामग्री को वाष्पित करने के लिए थर्मल ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हम गर्म कर रहे हैं ठीक है हम नाव को गर्म कर रहे हैं यही कारण है कि हम कैसे आवेदन कर रहे हैं या हम थर्मलऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं सामग्री के वाष्पीकरण के लिए सही उत्कृष्ट अब एक बार जब हम समझते हैं कि थर्मल बाष्पीकरण क्या है ठीक है तो हमें एक और तकनीक पर जाना चाहिए जिसे इलेक्ट्रॉन बीम वाष्पीकरण कहा जाता है तो अब थर्मल ऑपरेटर से हमें इलेक्ट्रॉन बीम वाष्पीकरण में क्यों जाना है और इलेक्ट्रॉन बीम वाष्पीकरण का उपयोग कैसे किया जाएगा या हम इसका उपयोग क्यों करना चाहते हैं क्या थर्मल वाष्पीकरण के साथ कोई समस्या है इसलिए पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमें थर्मल ऑपरेटर के बजाय इलेक्ट्रॉन बीम ऑपरेटर का उपयोग क्यों करना पड़ा तो हम देखते हैं अब स्क्रीन जो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक नाव है जो मेरे पास कुछ सामग्री है नाव का तापमान सामग्री के तापमान से अधिक होना चाहिए ठीक है अब एक और बिंदु है नाव का मेल्टिंग प्वाइंट आपके धातु के मेल्टिंग प्वाइंट से अधिक होना चाहिए ठीक है इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक धातु है जिसका मेल्टिंग प्वाइंट है तो हम कहें कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड मेरी नाव का मेल्टिंग प्वाइंट 500 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत अधिक होना चाहिए इस स्थिति में मेरी नाव नहीं पिघलेगी और नाव के भीतर केवल सामग्री आसानी से पिघल जाएगी तो यहाँ मुद्दा है कि मेरे पास एक ऐसी सामग्री है जिसे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलाया जा सकता है और 500 डिग्री सेंटीग्रेड से परे आपको वाष्पीकरण मिलेगा सही अब मेरे पास एक नाव है जिसका मेल्टिंग प्वाइंट 500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है इसका मतलब है कि जब यह नाव 550 तक पहुंच जाएगी तो 600 कुछ भी नहीं होगा नाव की धातु जमा या वाष्पीकृत नहीं होगी केवल नाव के भीतर की सामग्री पिघल जाएगी और जमा हो जाएगी या वाष्पित हो जाएगी और अंत में सब्सट्रेट पर जमा हो जाएगी सही बात लेकिन क्या होगा अगर इस नाव के अंदर की सामग्री का मेल्टिंग प्वाइंट नाव के मेल्टिंग प्वाइंट के समान धातु का एक मेल्टिंग प्वाइंट है यदि इस नाव के भीतर मेरे धातु में एक मेल्टिंग प्वाइंट है जो नाव के मेल्टिंग प्वाइंट के करीब है तो इस नाव को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के मेल्टिंग प्वाइंट और नाव के मेल्टिंग प्वाइंट क्या है उस स्थिति में मैं थर्मलवाष्पीकरण का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस धातु को जमा नहीं कर सकता जिसके पास नाव के समान मेल्टिंग प्वाइंट है नहीं तो क्या होगा मेरी नाव भी वाष्पित होने लगेगी मेरी नाव भी वाष्पित होने लगेगी यह पिघलना शुरू कर देगा और धातु प्राप्त करने के बजाय अगर मेरी सामग्री एक धातु है तो मुझे एक मिश्र धातु मिलेगी मुझे एक मिश्र धातु मिलेगी 2 अलग अलग धातुएं सही जमा कर रही होंगी यही कारण है कि ऐसे मामलों में जहां नाव के अंदर लोड की गई सामग्री का मेल्टिंग प्वाइंट उस सामग्री के मेल्टिंग प्वाइंट के करीब है जहां से नाव बनाया जाता है हम थर्मल बाष्पीकरण का उपयोग नहीं कर सकते हैं हम थर्मल बाष्पीकरण का उपयोग नहीं कर सकते हैं इस मामले में हमें इलेक्ट्रॉन बीम बाष्पीकरण करने वाले इलेक्ट्रॉन बीम ऑपरेटर के लिए जाना हैठीक है तो हम जल्दी से देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन बीम बाष्पीकरण क्या है तो इलेक्ट्रॉन बीम वाष्पीकरण एक भौतिक वाष्प जमाव प्रक्रिया है जो उपयोगकर्ता को उन सामग्री को वाष्पित करने की अनुमति देती है जो मानक प्रतिरोधक तापीय वाष्पीकरण अधिकार का उपयोग करके प्रक्रिया में कठिन या असंभव है हमने जो समझा वह यह है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम वाष्पीकरण एक भौतिक वाष्प जमाव है जो उपयोगकर्ता को उन सामग्रियों को वाष्पित करने की अनुमति देता है जो प्रतिरोधक तापीय वाष्पीकरण का उपयोग करके संसाधित करना मुश्किल या असंभव है हमने बस एक उदाहरण देखा है कि इनमें से कुछ सामग्रियों में सोना टाइटेनियम जैसी सामग्री शामिल हैसही कुछ चीनी मिट्टी की चीज़ें जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड एल्यूमिना लेकिन यदि आप उत्पन्न करते हैं यदि आपको मटेरियल मिलता है तो आपको एक नाव मिल जाती है जिस नाव का उच्च गलनांक होता है वह सामग्री के मेल्टिंग पॉइंट से अधिक होता है और सामग्री को विकसित किया जा सकता है वहां सामग्री सोना हो सकती है वह सामग्री निकेल हो सकती है वह सामग्री कोई भी क्रोम हो सकती हैसही फिर मैं थर्मल बाष्पीकरण कर्ता का उपयोग कर सकता हूं लेकिन उन मामलों में जहां मुझे एक नाव की सामग्री नहीं मिल सकती है जो धातु के मेल्टिंग प्वाइंट से अधिक है तो उस स्थिति में मैं थर्मल बाष्पीकरण का उपयोग आसानी से नहीं कर सकता अब एक इलेक्ट्रॉनिक बीम उत्पन्न करने के लिए विद्युत धारा को उस फिलामेंट पर लागू किया जाता है जिसे उच्च विद्युत क्षेत्र के अधीन किया जाता है यदि आप इसे देखते हैं यदि आप इस विशेष आरेख को देखते हैं तो हमारे पास एक फिलामेंट है जो उच्च विद्युत क्षेत्र पर है और फिर एक त्वरित गियर ग्रिड है तो एक विक्षेपण प्लेट है और यहां एक बैंडिंग मैग्नेट है इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगाजो बैंड होगा और यह अंदर जाएगा हम उस क्रूसिबल पर इंसीडेंट प्राप्त करेंगे जो आप देखते हैं कि यहाँ एक क्रूसिबल है और क्रूसिबल के भीतर आपकी सामग्री के अलावा कुछ भी नहीं है तो अब आप इस सामग्री को इंसीडेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम में इंसीडेंट द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम पर जमा कर रहे हैं जो सामग्री क्रूसिबल में भरी हुई है और जिसे फिलामेंट त्वरण गेट विक्षेपन प्लेटों और बेंडिंग मैग्नेट की सहायता से किया जाता है यहाँ क्या होगा यहाँ इलेक्ट्रान बीम स्वीप करेगा या इसके पास एक ही बिंदु होगा सभी में त्रिकोणीय स्वीप होगा और कैसे सामग्री को स्वीप करेगा यह सामग्री को गर्म कर देगा और और सामग्री जमा हो जाएगी क्रूसिबलको ठंडा किया जाता है तो यह कि क्रूसिबल के लिए कुछ भी नहीं होता है उच्च इलेक्ट्रॉन बीम के नुकसान के कारण क्रूसिबल को कुछ नहीं होना चाहिए और किरण समय 3652 इलेक्ट्रॉन बीम को फिर से यह है कि हम अभी भी सामग्री को वाष्पित करने के थर्मल तरीके का उपयोग कर रहे हैं आखिरकार इलेक्ट्रॉन बीम यहां इस चीज को गर्म करेगा धातु को गर्म करने से यह धातु पिघल जाएगा और अंत में वाष्पित हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण डिपोजिशन होगा है ना हम अभी भी वाष्पीकरण के थर्मल दृश्य का उपयोग कर रहे हैं लेकिन यहां यह एक प्रतिरोधक थर्मल वाष्पीकरण नहीं है हम उच्च तापमान उत्पन्न करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग कर रहे हैं तो इस मामले में हम एक धातु जमा कर सकते हैं जो उच्च तापमान का है यहाँ हम चिंतित नहीं हैं सही इसलिए यदि आप यहाँ देखें तो हमने क्या लिखा है हमने लिखा है कि फिलामेंट के लिए एक विद्युत प्रवाह लागू किया जाता है जिसे उच्च विद्युत क्षेत्र के अधीन किया जाता है यह क्षेत्र फिलामेंट में इलेक्ट्रॉनों का कारण बनता है ताकि वे यहां से बच सकें और तेजी से बढ़ सकें इलेक्ट्रॉनों को फिर बीम बनाने के लिए मैग्नेट द्वारा केंद्रित किया जाता है है ना यहाँ मैग्नेट की मदद से इनका उपयोग बीम बनाने के लिए किया जाता है और फिर एक क्रूसिबल की ओर निर्देशित किया जाता है जिसमें सामग्री आपकी पसंद की होती है जो आपके क्रूसिबल के भीतर आपके क्रूसिबल के भीतर है है ना पसंद की सामग्री इलेक्ट्रॉन बीम की उच्च ऊर्जा को उस सामग्री में स्थानांतरित कर दी जाती है जिसका कारण वाष्पीकरण या वाष्पीकरण शुरू करना है कई धातुएं जैसे कि एल्यूमीनियम पहले पिघल जाएगी और फिर वाष्पीकरण करना शुरू कर देगी जबकि चीनी मिट्टी की चीज़ें पहले से ही सबलीमेट हो जाएंगीसही एल्यूमीनियम जैसी धातु के मामले में यह पिघल जाएगा लेकिन चीनी मिट्टी की चीजों के मामले में यह सबलीमेट होंगी सही सब्लीमेशन क्या है खोजें सब्लीमेशन क्या है सब्लीमेशन क्या है ढूंढ निकालो इसे अब सामग्री वाष्प क्रूसिबल से बाहर जाती है और सब्सट्रेट पर कोट होती है और सब्सट्रेट को कोट करती है तो वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन बीम घर्षण कैसा दिखता है यह इस तरह दिखता है और यह चैम्बर है है ना यह सब्सट्रेट के लिए देखने का पोर्ट है यह स्रोत के लिए देखने का पोर्ट है यहां प्रोग्राम का उपयोग करके हम एक क्रूसिबल का चयन कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम वाष्पीकरण में इस तरह से कई क्रूसिबल हो सकते हैं और केवल एक क्रूसिबल एक्सपोज होता है बाकी क्रूसिबल नहीं होते हैं इसका मतलब है कि यदि आप एक्स सामग्री जमा करते हैं तो आपको इस उप स्रोत धारक को चालू करना होगा स्रोत धारक को मोड़ना होगा और यह X इस स्थिति में चला जाएगा तो हम शुरू में कहेंगे कि यह इस तरह था कि हम XYZA लिखें ठीक शुरू में पहले चरण में अब एक बार जब मैंने पदार्थ से मटेरियल जमा कर लिया है पदार्थ X से सामग्री जमा करने के लिए मैंने सामग्री जमा की है जो X में है हमने सामग्री जमा की है जो A पर है ठीक है फिर उस स्थिति में मैं स्रोत को इस तरह घुमाऊँगा कि अब मेरा A यहाँ होगा मेरा X यहाँ जाएगा Y यहाँ जाएगा Z यहाँ जाएगा ठीक है इसलिए स्रोत को घुमाने के लिए मेरे पास सोर्स रोटेशन की सुविधा है जिसे हम प्रोग्रामिंग का उपयोग करके उपयोग कर सकते हैं फिर मेरे पास यह प्रणाली या पंप हैठीक है जिसे टर्बो आणविक पंप कहा जाता है और वैक्यूम बनाने के लिए वैक्यूम का उपयोग कम करने के लिए किया जाता है और फिर मेरे पास यह आपूर्ति है मेरे पास विभिन्न सामग्रियों का चयन करने का तरीका है मुझे जमा करना हैठीक है मुद्दा यह है कि आप उन सामग्रियों के लिए ई बीम वाष्पीकरण का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें थर्मल बाष्पीकरण का उपयोग करके जैसे एक कठोर हीटिंग के रूप में उपयोग करके जमा करना मुश्किल है तो तो हम क्या समझे हम 2 बातें समझ गए पहला यह है कि हमने थर्मलबाष्पीकरण देखा है और दूसरा यह है कि हमने E बीम वाष्पीकरण देखा है अंतर क्या है थर्मल बाष्पीकरण करने वाला मजबूत है और उपयोग में व्यापक है यह कई सामग्रियों का उपयोग करता है जिन्हें आप वाष्पीकरण स्रोत को गर्म करने वाले फिलामेंट्स के लिए देख सकते हैं जो टैंटलम मोलिब्डेनम टंगस्टन फिलामेंट्स हैठीक है वाष्पीकरण स्रोत को गर्म करने के लिए तो यह नाव है ठीक है विशिष्ट फिलामेंट की धाराएं लगभग 250 से 300 एम्पीयरहोती हैं जो IR और विजिबल रेडिएशन पर सब्सट्रेट को उजागर करती हैं गर्म नाव या क्रूसिबल के माध्यम से कॉन्टेमिनेशन मुद्दे यदि क्रूसिबल या नाव कॉन्टैमिनेटेड होती है तो उस कॉन्टेमिनेशन को सब्सट्रेट पर भी जमा किया जाएगा यही कारण है कि कॉन्टेमिनेशन एक मुद्दा हैसही है हालाँकि इसका उपयोग करना बहुत सरल है क्योंकि हमें सब्सट्रेट को नीचा करना होगा और बिजली को लागू करना होगा और नाव गर्म हो जाएगी जब नाव गर्म हो जाएगी तो नाव के भीतर की सामग्री गर्म हो जाएगी सामग्री पिघलने लगती है फिर यह वाष्पीकरण करना शुरू कर देता है यह जमा होने लगेगा सबसे सरल संचालित करने के लिए सही हालांकि कुछ कमियां हैं ई बीम वाष्पीकरण के बारे में क्या क्या सोचते हैं सही है इलेक्ट्रॉन बीम वाष्पीकरण अत्यंत बहुमुखी है वस्तुतः कोई भी सामग्री जिसे आप देखते हैं कि कोई भी सामग्री जमा की जा सकती है हालांकि यह न केवल डिजाइन में थोड़ा जटिल है बल्कि ऑपरेशन में भी ठीक है इसका उपयोग कैसे करें आपको ई बीम बाष्पीकरण कर्ता का उपयोग करने के लिए ठीक से प्रशिक्षित होना है वेफर कम गरम करना होता है सही केवल छोटे स्रोत क्षेत्र को बहुत अधिक तापमान और कम कॉन्टेमिनेशन के लिए गर्म किया जाता है हमने देखा है कि एक क्रूसिबल में आपने देखा है कि आपने ई बीम9E beam के मामले में जमा करने के लिए यह सामग्री लोड की हैसही है अब इलेक्ट्रॉन बीम आ जाएगा और केवल एक विशेष क्षेत्र केवल एक समय में एक विशेष क्षेत्र गर्म हो जाएगा क्योंकि केवल विशेष क्षेत्र ही गर्म हो जाता है यही कारण है कि सब्सट्रेट भी उतना गर्म नहीं होगा जितना थर्मलवाष्पीकरण के मामले में हम एक समय में पूरी सामग्री को पूरी तरह से गर्म कर रहे थे तो इस ई बीम9E beam वाष्पीकरण के मामले में केवल छोटे स्रोत क्षेत्र को गर्म किया जाता है वेफर में बहुत कम कॉन्टेमिनेशन और कम हीटिंगहै अगला है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विकिरण पर सब्सट्रेट को उजागर करना है आप देखते हैं कि एक खामी है यह सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन विकिरण पर सब्सट्रेट को उजागर करता है और उच्च वोल्टेज इलेक्ट्रॉन x किरणों को उत्पन्न कर सकता है उच्च इलेक्ट्रॉन किरणें क्या x किरणें उत्पन्न करती हैं इसके साथ हमने भौतिकी में सही अध्ययन किया है कि जब हम इस उच्च इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करते हैं तो एक्स किरणें विकसित होती है अब यह विकसित एक्स किरणें मुश्किल है क्योंकि हमारे पास यह MOSFET में एक समस्या का कारण होगा तो क्या है कि ई बीमबाष्पीकरण का उपयोग MOSFET में नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक्स किरणें सब्सट्रेट और डाइलेक्ट्रिक को नुकसान पहुंचाएंगे और यह MOSFET में ट्रैप्ड चार्जेस का कारण बन सकता है तो मुद्दा यह है कि ई बीम वाष्पीकरण के मामले में हम दुर्भाग्य से MOSFET में उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक्स किरणें आपके डाइलेक्ट्रिक्स को नुकसान पहुंचाएंगी यह एक्स रे आपके सब्सट्रेट को नुकसान पहुंचाएगी और इससे ट्रैप्ड चार्जेस हो सकते हैंठीक है तो हमने क्या देखा है हमने देखा है कि सामग्री को जमा करने के 2 तरीके हैं एक थर्मल वाष्पीकरण का उपयोग करना और दूसरा इलेक्ट्रॉन बीम बाष्पीकरण का उपयोग करना है Refer Slide Time 4536 सही यह कैसे अंदर से इलेक्ट्रॉन बीम बाष्पीकरण लगेगा तो आइए देखें कि यह कक्ष कैसा दिखता है आप देखते हैं कि यह उसके जैसा ही है यह बंद चैंबर है जो अब मैं दिखा रहा हूं जब आप चैंबर खोलते हैं तो यह कैसे दिखता है ठीक है तो यहाँ आपका स्रोत हैठीक यहाँ आपके सबस्ट्रेट्स हैं ठीक हैं अब मैंने जानबूझकर इस सब्सट्रेट को 45 डिग्री के कोण पर लोड किया है क्योंकि एक प्रक्रिया के लिए धातु को 45 डिग्री पर जमा करने की आवश्यकता होती है तो इसीलिए सबस्ट्रेट्स को लोड किया जाता है जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है जो यहाँ सपाट है इस तरह से आप सब्सट्रेट देख सकते हैं जिसे मैंने इस तरह लोड किया है तो इस बारे में चिंता न करें बस यह समझें कि एक सब्सट्रेट धारक है जो इस तरह दिखता है ठीक है तो एक शटर है कि हमें शटर की आवश्यकता क्यों है क्योंकि जब तक आप तैयार नहीं होते कि यह पिघल गया है आप शटर नहीं खोलना चाहते हैं या जब आप पहुंचते हैं तो हम आपको 500 नैनोमीटर जमा करने के लिए कहते हैं जब आप 500 नैनोमीटर तक पहुंचते हैं तो आपको इसे बंद करना चाहिए यह शटर हैसही शटर इसका मतलब यह है कि यह बंद हो जाएगा यह सामग्री को आगे जमा करने के लिए बंद कर देगा क्योंकि अगर मैं शटर को धक्का दूंगा तो सामग्री शटर पर जमा हो जाएगी यह सब्सट्रेट तक नहीं पहुंचेगा यदि मैं शटर खोलता हूं तो क्या केवल सामग्री सब्सट्रेट तक पहुंच जाएगी क्षमा करें अब आप अन्य चीजों को देखते हैं कि ई बीम वाष्पीकरण होता है यहां से एक स्रोत है एक चुंबक है और यह चुंबक ई बीम के इस विशेष क्षेत्र से आने का कारण होगा तो आइए हम यहाँ से देखते हैं कि यह इस विशेष क्षेत्र से ई बीम का कारण बनेगा और क्योंकि ई बीम विशेष क्षेत्र को वाष्पीकरण करता है और यह इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा सोर्स पर ध्यान केंद्रित करेगा जो ठीक है और इसके नीचे इस सामग्री के नीचे एक ठंडा क्षेत्र है आप यहाँ जो शक्ति देख रहे हैं यह जो हम दे रहे हैं वह टर्बो आणविक है यदि आप स्पष्ट रूप से देखते हैं तो यह चैम्बर से जुड़ा होता है तो यह हवा को हटा लेगा और एक वैक्यूम बना देगा इसलिए जब मैं दरवाजा खोलता हूं तो ऐसा दिखता है यहां पर एक क्रिस्टल है जिसे क्रॉस क्रिस्टल माइक्रोब्लेंस कहा जाता है यह समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि स्थिति कितनी हो गई है क्वार्ट्ज क्रिस्टल माइक्रोब्लेंस ठीक है क्वार्ट्ज की एक विशेषता है जिसे पीजोइलेक्ट्रिक विशेषता कहा जाता है इसका मतलब है जब हम दबाव लागू करते हैं तो वोल्टेज में बदलाव होता है हम इस विशेषता का उपयोग यह समझने के लिए कर सकते हैं कि फिल्म की मोटाई क्या है और जब मोटाई तक पहुंच जाए तो हम सिस्टम को प्रोग्राम कर सकते हैं जैसे कि शटर बंद हो जाएगा जब यह विशेष फिल्म है फिल्म की मोटाई तक पहुँच है या हमारे वांछित मोटाई की फिल्म शटर तक पहुँच गई है बंद हो जाएगासही है तो Q cm सामान्य रूप से ई बीम बाष्पीकरण या पीवीडी के भीतर उपयोग करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है साधारण तौर पर यह समझने के लिए कि फिल्म की कितनी मोटाई जमा की गई है तो कहा जा रहा है कि अब आप लोग भौतिक वाष्प जमाव जानते हैं है ना तो अब तक हमने क्या देखा है एक थर्मल ऑक्सीकरण 2 थर्मल वाष्पीकरण सही 3 ई बीम सही है थर्मल वाष्पीकरण और ई बीम वाष्पीकरण का उपयोग करके हम धातु जमा कर सकते हैं हम सेमीकंडक्टर जमा कर सकते हैं हम इन्सुलेटर जमा कर सकते हैं प्रत्येक तकनीक की कुछ खामी है तकनीक 2 और तकनीक 3 है जिसे हमने थर्मल ऑक्सीकरण के साथ देखा है हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड या SiO2 विकसित कर सकते हैंसही है सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहां तक हमने देखा है सही है हमने यह क्यों देखा है क्योंकि MOSFET के निर्माण में कुछ बिंदुओं पर हमें जो धातु जमा करनी होगी हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड को विकसित करना होगा हमें अलग अलग इंसुलेटरों को विकसित करना होगा और इसीलिए हम कई तकनीकों को देख रहे हैं जो उपलब्ध हैं ताकि हम MOSFET के लिए प्रक्रिया डिजाइन कर सकते हैं और यदि आप इस उपकरण को जानते हैं तो हम जानते हैं कि हम किस प्रकार के तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं तो यह आपको सिखाने का कारण है कि भौतिक वाष्प जमाव क्या है और हम कैसे MOSFETs के लिए भौतिक शरीर की स्थिति का उपयोग कर सकते हैं ठीक है तो मैं इस विशेष समय पर मॉड्यूल को पूरा करूंगा और अगले मॉड्यूल में उसी व्याख्यान के लिए हम क्या देखेंगे हम एक और भौतिक वाष्प जमाव तकनीक देखेंगे जिसे स्पटरिंग कहा जाता है और फिर हम रासायनिक वाष्प जमाव में चले जाते हैं जहां हम वास्तव में समझते हैं कि हम रासायनिक वाष्प जमाव का उपयोग करके विभिन्न सामग्रियों को कैसे जमा कर सकते हैं आपने रासायनिक वाष्प जमाव को इस तरह से देखा है कि आपने सिलिकॉन को जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करते देखा है Si 2H2O SiO2 2H2 right यह हमने गीले ऑक्सीकरण में देखा है कि LPCVD भी है कि कम दबाव रासायनिक वाष्प जमाव है तो आप समझते हैं कि इस तकनीक को समझना मुश्किल नहीं है मुद्दा यह है कि हमें इस तकनीक को जानना चाहिए तो क्या हम इसे उपकरणों के वास्तविक निर्माण में उपयोग कर सकते हैं इसलिए मैं आपको अगली कक्षा में देखूंगा कि आपने इस विशेष बात को पढ़ा है जो मैंने आपको बताया है आज इस व्याख्यान को एक बार फिर से समझ लें सभी व्याख्यानों को एक बार फिर से समझें और आप मुझसे प्रश्न पूछें एक बार हम उस व्याख्यान तक पहुँच जाएँ जिसमें मैं आपको यह दिखा सकूँ कि कैसे MOSFET गढ़ा गया है उसके बाद यदि आप नहीं समझते हैं कि आप मेरे प्रश्नों को ठीक से पूछेंगे तब तक आप फिर से ध्यान रखें उन चीज़ों को देखें जो मैंने आज आपको सिखाई हैं यह बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपका भौतिक वाष्प जमाव है और जल्दी ही हम अगली कक्षा में मिलते हैं मैं आपको सामग्री जमा करने का एक यांत्रिक तरीका दिखाना शुरू कर दूंगा और यह आपका स्पटरिंग है तो वास्तव में स्पटरिंग का क्या अर्थ है ठीक है तो आप ध्यान रखें मैं आपको अगली कक्षा में देखूंगा अलविदा